आपका इस विशेष मॉड्यूल में फिर से स्वागत है हम देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेटर को एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का उपयोग करके बनाया जा सकता है इसलिए जब आप इंटीग्रेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो यह इंटीग्रेशन का कार्य करता है यही कारण है कि ऑप एम्प के व्याख्यान की शुरुआत मेंजैसा की मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को गणितीय कार्यों के रूप में उपयोग कर सकते हैं तो आइए देखें कि आप इसे एक इंटीग्रेटर के रूप में काम करने के लिए एक ऑप एम्प कैसे डिजाइन कर सकते हैं इसलिए यदि आप स्क्रीन पर आते हैं तो आप क्या देखते हैं कि यह एक इंटीग्रेटर सर्किट है जिसका आउटपुट समय के संबंध में इनपुट सिग्नल के नीगेटिव इंटीग्रल के साथ समानुपाती होता है तो यहाँ हमने क्या देखा हमारे पास इनपुट के रूप में एक रसिस्टर है लेकिन फीडबैक में हमारे पास कैपेसिटर है तो अगर हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास होगा कि इसलिए अगर मैं एक बार फिर से इंटीग्रेटर की परिभाषा को देखता हूं अगर मैं इंटीग्रेटर की परिभाषा को देखता हूं तो यह एक सर्किट है जिसका आउटपुट समय के संबंध में इनपुट सिग्नल के नीगेटिव इंटीग्रल से समानुपाती है इनवर्टिंग टर्मिनल में कैपेसिटर के माध्यम से फीडबैक दिया गया है अब चूंकि R और C मे एक ही करेंट का प्रवाह होता है ठीक है यदि आप यहां देखते हैं कि करेंट i1 R के माध्यम से प्रवाह होता है और C के माध्यम से जाता है और एक ही करेंट जोकि i1 है वह R और C के माध्यम से प्रवाह होता है चूंकि R और C से समान करेंट का प्रवाह होता है जैसा कि हमारे पास है यहाँ अगर मैं इसे जानना चाहता हूँ तो यह VinR होगा जोकि Iin के बराबर होगा अगर अब आप इसे जानना चाहते हैं तो मेरे पास क्या है मेरे पास है यदि मैं इस समीकरण से Vo को प्राप्त करना चाहता हूं तो यह बहुत ही आसान गणित है जिसे हम उपयोग कर सकते हैं हमें 1 RC को 0 से t तक इंटीग्रेट करना है ठीक है इस समीकरण से यदि मैं जानना चाहता हूं अगर मुझे Vo का मान को ज्ञात करना है या यदि मैं Vo के लिए एक समीकरण को प्राप्त करना चाहता हूं तो अब मुझे पता है कि यह इंटीग्रेटर का सूत्र है आइए हम इंटीग्रेटर पर एक प्रश्न को हल करें इसलिए यदि आपको यह सर्किट दिया गया है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है t 0 समय के दौरान इसमें कैपेसिटर पर Vc 14 वोल्ट है स्टेप वोल्टेज Vin 2 वोल्ट है समय t 0 पर हमें RC टाइम कांस्टेंट को निकालना है RC टाइम कांस्टेंट को निकालना ही होगा और इस तरह से कि जब 5 मिली सेकंड पर Vo 102 वोल्ट पर पहुंचे ठीक है तो यह हमको प्राप्त करना होगा ठीक है हमें टाइम कांस्टेंट को निकालना होगा तो अगर मुझे RC टाइम कांस्टेंट निकालना है हमें पहले इंटीग्रेटर का सूत्र जानना होगा ठीक है हमें आउटपुट वोल्टेज के लिए सूत्र जाना होगा और यह कुछ और नहीं बल्कि इसलिए यदि मैं 0 से t तक के मान को प्रतिस्थापित करता हूं जहां पे t 5 मिलीसेकंड के बराबर है तो यहाँ मैं 0 से 5 तक के लिए निकाल सकता हूं R1C1862 ms आइए एक और उदाहरण लेते हैं तो फिर से सिग्नल को बदलने या सिग्नल के आकार को बदलने के लिए इंटीग्रेटर का भी उपयोग किया जाता है तो यह एक शेप जनरेटर भी है क्योंकि अगर मैं एक स्क्वायर वेव लागू करता हूं तो मुझे एक ट्रायंगल वेव प्राप्त होगा मैं एक ट्रायंगल वेव प्राप्त कर सकता हूं और यह हम प्रायोगिक अनुभाग में देखेंगे जब हम प्रयोग करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इनपुट वोल्टेज को कैसे लागू कर रहे हैं और किस विशेष सिग्नल को लागू किया जाता है और आउटपुट पर सिग्नल क्या है और आकार मैं परिवर्तन हुआ है या नहीं तो यहाँ इस विशेष प्रश्न के लिएहमें ओपम्प इंटीग्रेटर के आउटपुट को निकालने के लिए कहा जा रहा है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं जिसका इनपुट 5 किलोहर्ट्ज़ हैं तो यह कह रहा है कि अगर मैं 5 किलोहर्ट्ज़ का इनपुट लागू करता हूं तो मुझे आउटपुट वोल्टेज ढूंढना होगा इसलिए हम इस मान को जानते हैं ठीक है हम इस समीकरण को जानते हैं अब R 10 किलो ओम के बराबर दिया गया है C 10 नैनोफारड के बराबर फिर से दिया गया है इनपुट कांस्टेंट है तो यहाँ जो वोल्टेज है वह पीक से पीक वोल्टेज है और 2 वोल्ट के बराबर है तो यह 2 वोल्ट है और यह 0 से 01 मिलीसेकंड तक कांस्टेंट है और 01 मिलीसेकंड से 02 मिलीसेकंड तक है अर्थात इन हाफ पीरियड में से प्रत्येक का आउटपुट क्या है यह रैंप होगा इसलिए यदि मैं इस इनपुट को लागू करता हूं तो इन सभी हाफ पीरियड के लिए आउटपुट रैंप होगा और इस प्रकार हमारा अपेक्षित आउटपुट ट्रायंगुलर वेव होगा इसलिए यदि मैं लागू करता हूं ठीक है यदि मैं सिग्नल लागू करता हूं तो मुझे यह देखना होगा कि मेरा कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा और मेरा कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से आउटपुट पर वेव बनेगी मुझे आउटपुट पर ट्रायंगुलर वेव मिलेगी तो यह है कि इंटीग्रेटर कैसे काम करता है अब अगले मॉड्यूल में मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूं कि एक डिफरेंटशिएटर क्या है अब यदि मैं इंटीग्रेटर का एक उदाहरण लेता हूं तो वह चीज जो एक नॉन इनवर्टिंग एमप्लीफायर को इंटीग्रेटर से अलग करती है वह वह यह है कि एक इंटीग्रेटर में फीडबैक कैपेसिटर के द्वारा दिया जाता है तो यह हमारा इंटीग्रेटर है हमारा इनपुट रजिस्टेंस R फीडबैक कैपेसिटर C इंटीग्रेटर को बनाता है लेकिन अगर मैं कैपेसिटर को फीडबैक वाले स्थान से हटाकर इनपुट पर रखता हूं और फीडबैक की जगह एक फीडबैक रसिस्टर लगाता हूं तब यह सर्किट एक डिफरेंटशिएटर बन जाएगा डिफरेंटशिएटर को हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे तब तक आप जल्दी से इंटीग्रेटर को देखेंगे ब्रेडबोर्ड पर सर्किट को लागू करने का प्रयास करें यह बहुत आसान है आपको फ़ंक्शन जनरेटर का उपयोग करना होगा आपको डीसी बिजली की आपूर्ति को लागू करना होगा क्योंकि आप एक ऑम्पैम्प का उपयोग कर रहे हैं यदि यह एक 741 ऑपैंप है तो आपको प्लस माइनस 15 वोल्ट लागू करना होगा आप जानते हैं कि 5 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति के साथ प्लस माइनस 2 वोल्ट की पीक से पीक पर लागू होती है यह एक स्क्वायर वेव है और इंटीग्रेटर के आउटपुट को आस्टसीलस्कप की मदद से देखा जा सकता है यह CRO हो सकता है यह DSO हो सकता है और आप यह देख पाएंगे कि स्क्वायर वेव लगाने पर आउटपुट ट्रायंगुलर वेव होगा इसका मतलब है कि इस इंटीग्रेटर का उपयोग एक वेबफॉर्म जनरेटर के रूप में भी किया जा सकता है डिफरेंटशिएटर और इंटीग्रेटर दोनों सर्किट फिल्टर के रूप में हैं और फिल्टर हमारा अगला व्याख्यान होगा इसलिए मैं आपको अगले मॉड्यूल में मिलूंगा और हम जल्दी से एक बहुत ही छोटे मॉड्यूल में ऑपैंप को एक डिफरेंटशिएटर के रूप देखेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखें मैं आपको अगले मॉड्यूल में मिलूंगा अलविदा